हेलो मैं गौरव चतुर्वेदी और मैं दीपक कुमार हमारा प्रोजेक्ट IOT प्रोजेक्शन मीटर पर भेजेंगे जो डाटा मोबाइल फोन में दिखाएगा हमारा दूसरा उद्देश्य यह है कि हम NodeMCU से डाटा को सेंट्रल सर्वर पर भेजेंगे तथा लिनक्स मशीन को विभाजित करेंगे जो डाटा को बरसात और धूप में क्लासिफाई करेगा और यह हमने इसके बारे में भी बताएगा की वायु गुणवत्ता अच्छी है या नहीं अब कनेक्शन पर आते हैं तो यहां पर NodeMCU को चार्ज कर रहे हैं पावर बैंक के सहारे और DHT11 आउटपुट D1 पिन NodeMCU का और इसका आधार NodeMCU और VCC के मैदान से जुड़ा हुआ है VCC NodeMCU के VCC से जुड़ा हुआ है MQ13 सेंसर यहां इसका आउटपुट पिन NodeMCU के A0 पिन से जुड़ा हुआ है और इसका आधार NodeMCU के ग्राउंड और इसके VCC से NodeMCU के VCC तक है यहां पर DHT11 टेंपरेचर और आर्द्रता में डाटा को NodeMCU तक भेज रहा है

अब हम आपको एक डेमो दिखाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में आर्द्रता टेंपरेचर और एयर क्वालिटी का लाइव ग्राफ दिख रहा है तो यह है लाइव ग्राफ अब जैसा कि आप देख सकते हैं यह सेंट्रल सर्वर आर्द्रता और टेंपरेचर दिखा रही है हम डाटा को CSV फाइल में स्टोर कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं CSV फाइल में हमने टाइमस्टैंप के साथ स्टोर किया है अब सरवर पर आ रहा हूं आप यहां देख सकते हैं कि यह डाटा आर्द्रता तापमान वायु गुणवत्ता दिखा रहा है और मौसम और हवा की गुणवत्ता के वर्ग हैं या नहीं यह अच्छा है या बुरा तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग डाटा की जरूरत है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने CSV फाइल में ट्रेनिंग डाटा भी है तो यह एक सरवर हमें डाटा दिखा रहा है हेलो हम यहां आपको स्मार्ट बाइक टूलकिट पर प्रोजेक्ट दिखाने आए हैं मैं राजकुमार MTech फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूं और यह मेरा टीममेट आह्वान मिश्रा जो MTech फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी यह है कि वह मूल रूप से एक गैजेट है बाइक सुरक्षा सुरक्षा में मदद और बाइक एक्सीडेंट डिटेक्ट करने में भी मदद करता है मूल घटक जो हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया है वह है NodeMCU 10 यह NodeMCU 10 है और एकसेलेरोमीटर सेंसर इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और GPS सेंसर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि एक्सीडेंट कहां हुआ है कम्युनिकेशन के लिए MQTT का इस्तेमाल करेंगे और कनेक्टिविटी के लिए हम WIFI का इस्तेमाल करेंगे हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम 500 डाटा सेट को ट्रेनिंग दे सके अब मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाना चाहता हूं मान लीजिए कि बाइक के मालिक ने बाइक को यहां पर पार्क किया है और वह कहीं और चले गए हैं या फिर कोई और उनकी बाइक को चोरी करना चाहता है तो गति में कुछ बदलाव आएंगे यह सब एससेलेरोमीटर सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और एक MQTT मैसेज पब्लिश होगा और उस बाइक के मालिक को वह मैसेज पहुंच जाएगा जब कोई आदमी बाइक को चोरी करने की कोशिश करेगा पासवर्ड को अनलॉक करके और तीन बार गलत पासवर्ड डालेगा तो बाइक के मालिक को पता चल जाएगा बाइक तभी ही चालू हो सकती है जब सही पासवर्ड दिया जाए तो जब एक अधिकृत उपयोगिता कॉल करके सही पासवर्ड देगा तब ही यह बाइक शुरू हो सकती है मान लीजिए कि वह एक बाइक एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा तो एससेलेरोमीटर सेंसर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा पहले हमने बाइक को इस तरीके से ट्रेन किया कि उसे पता चल सके कि एक्सीडेंट हुआ है और तकरीबन हमने 500 डाटा सेट को इकट्ठा किया और डिसीजन ट्री एल्गोरिथम मॉडल बनाया और फिर उस मॉडल को NodeMCU में फिट कर दिया यह मॉडल प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले अगर कोई बाइक को चोरी करना चाहता है और वह बाईक को हिलाता है और बाइक गिर जाती है तो एक मैसेज बाइक के मालिक के मोबाइल फोन पर जाएगा अगर पासवर्ड को डाले बिना बाइक गिर जाता है तो भी एक मैसेज बाइक के मालिक को मिल जाएगा एक स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा अगर कोई बाइक को पासवर्ड के साथ अनलॉक करना चाहता है तो अगर कोई इंसान 3 बार गलत पासवर्ड टाइप करता है तो बाइक के मालिक को पता चल जाएगा अब वह बाइक को वापस शुरू करेगा और सही पासवर्ड डालकर जब वह बाइक चलाएगा तब अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके रिश्तेदारों को या घरवालों को एक मैसेज पहुंच जाएगा अब हम आपको एक डेमो दिखाएंगे अब मैं आपको यह मैसेज दिखाऊंगा अगर मुझे सेफ्टी अलर्ट का मैसेज आया है तो मुझे यह समझना होगा कि या तो बाइक गिर गई है या फिर कोई उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है जब मुझे यह मैसेज मिले कि किसी ने गलत पासवर्ड डाला है तो चोर चोर चोर करके ऐसा एक नोटिफिकेशन मुझे आएगा यह मैसेज मुझे मिला था जब एक्सीडेंट हुआ था और GPS सेंसर ने लाटीट्यूड बाइक के मालिक के रिश्तेदारों को भेज दिया था हेलो मैं गौरव गुप्ता और यह शगुन टूडू हम कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट IIT खड़कपुर से है आज हम आपको IOT प्रोजेक्ट के बारे में प्रस्तुत करेंगे हमारा प्रोजेक्ट का विषय यह है की हार्ट बीट सेंसर के द्वारा रोड एक्सीडेंट डिटेक्शन करना तो मूल रूप से जब एक्सीडेंट होगा तब इंसान के दिल की धड़कन धीरे धीरे चलने लगेगी तब बाइक पर जाने वाले इंसान के रिश्तेदारों को लोकेशन भेज दिया जाएगा इस हार्टबीट डाटा के द्वारा तो उस इंसान के रिश्तेदारों को पता कर हम उसकी जिंदगी बचा सकते हैं तब हम आपको बताएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट में हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं हम आरडूइंनो सॉफ्टवेयर का कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के साथ हम MQTT DASH और ब्लिंक ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम ना केवल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा हार्डवेयर जैसे NodeMCU का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर दो सेंसर है GPS मॉड्यूल सेंसर और दूसरा हार्टबीट सेंसर अब हम आपको दिखाएंगे कि हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं हमने हार्टबीट सेंसर को ग्राउंड नोट वायर के साथ कनेक्ट किया है और दूसरा वायर हमने वोल्टेज के साथ और 3 वायर एनालॉग नोड के साथ दूसरा वाला सेंसर हमारे पास GPS मॉड्यूल है हम आपको कनेक्शन दी गई PDF पर समझाएंगे तो हम चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और मूल रूप से स्थानांतरण या निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए MQTT सॉफ्टवेयर और ब्लिंक ऐप का इस्तेमाल किया है अब हम आपको दिखाएंगे के यह कैसे काम करता है हम इस डिवाइस से ब्लिंक एप के द्वारा GPS लोकेशन मोबाइल फोन पर भेज देंगे जैसे ही हम हार्टबीट डाटा के द्वारा इधर से मैसेज भेजते हैं तो वह पहले MQTT सरवर में पहुंचेगा और उधर क्लाउड मै भेजा जाएगा होगा और फिर वहां से मोबाइल फोन में MQTT DASH द्वारा भेजा जाएगा अब हम आपको दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है जब हम सेंसर को छूते हैं तब हमें MQTT ब्रोकर के द्वारा हार्टबीट के बारे में पता चलता है जैसा आप देख सकते हैं इंसान की हार्टबीट पल्स 73 है और अब हम इसका लोकेशन ब्लिंक एप के द्वारा भेज देंगे हमने थ्रेशोल्ड को 75 या उससे कम पर सेट किया है आप वास्तव में इसे उससे भी नीचे सेट कर सकते हैं तो इस एप के द्वारा हमें पता लग सकता है कि उस इंसान का एक्सीडेंट कहां हुआ है और उसकी हार्ट बीट रेट क्या है जैसे ही हमें इस इंफॉर्मेशन का पता लग जाएगा वैसे ही हम उसकी मदद कर पाएंगे धन्यवाद हेलो मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूं मेरा प्रोजेक्ट द फायर अलार्म सिस्टम है जब कहीं पर आग लगी होगी अब मालिक को और सबसे पास वाले फायर स्टेशन को एक मैसेज पहुंच जाएगा यहां पर हम दो नोड का इस्तेमाल करते हैं जो अलग अलग जगह पर स्थित है और आग को डिटेक्ट करने में मदद करता है यह पहला नोड है जो NodeMCU से जुड़ा हुआ है जो डाटा प्रोसेस करने में मदद करता है और दूसरा नोड मैं हम आरडूइंनो का इस्तेमाल करते हैं इन दोनों नोड के बीच में हम ZigBee के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं ZigBee के द्वारा WIFI के इस्तेमाल से MQTT ब्रोकर तक पहुंच जाता है मेरे सरवर में मैंने यह सब इंस्टॉल किया है यहाँ एक निकटतम फायर स्टेशन है जो उन विषयों की सदस्यता ले सकता है जिनके माध्यम से मेरा MQTT में उपयोग किया जाता है यहाँ एक फायर स्टेशन है जिसे विषय परियोजना iitkgp iot की सदस्यता दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं यह अपने आप ही एक मैसेज भेज देता है क्योंकि वह अपने आप ही कमरे की स्थिति की निगरानी कर सकती है कमरे की स्थिति का टेंपरेचर आर्द्रता है और कोई तरीके का धुंआ निकल रहा है है जहां पर हम दो सेंसर का इस्तेमाल करते हैं एक फ्लैम सेंसर और दूसरा स्मोक सेंसर फ्लैम सेंसर आग को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और धूए को डिटेकट करने के लिए स्मोक सेंसर तथा मालिक को MQTT क्लाइंट के द्वारा मैसेज भेजा जाता है इसलिए मालिक भी MQTT विषय प्रस्ताव की सदस्यता लेते हैं उन्हें एक संदेश भी मिलता है जो ब्रोकर द्वारा भेजा जाता है जिसे मैंने स्थानीय रूप से स्थापित किया है उनको कमरे की वर्तमान स्थिति का भी पता लग सकता है जहां पर मैंने दो नोड लगाए हैं यहां पर लौ सेंसर द्वारा पता लगाता है और स्वचालित रूप से वे ध्वनि बजर करते हैं तथा आस पास के लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और उस जगह से भी भाग जाते हैं अगर हम इधर आग लगाएं है तो वह अपने आप आग को डिटेक्ट कर लेगा और बगैर अपने आप बज जाएगा साथ ही साथ एक अलर्ट मैसेज फायर अलार्म के द्वारा भेज दिया जाएगा इसके साथ हमें कमरे के तापमान स्थिति का भी पता लग सकता है यहां आपको दिखा रहा है कि आग लगी है और इसके साथ आपको यह भी दिखा रहा है कि कमरे का फ्लेम का मूल्य और तापमान का मूल्य क्या है साथ ही मैं आपको आपके मोबाइल फोन पर मैसेज भी मिल जाता है अब उस इंसान को भी मैसेज पहुंच गया कि आग लगी है और कमरे की हालत क्या है यहां पर हम दिखा रहे हैं कि आज लगी है और मालिक को उनके कमरे की हालत भी पता लगती है तो स्मोक सेंसर हमें कमरे की स्थिति बताती है धन्यवाद हेलो मैं आकाश हूं और मैं MTech फर्स्ट ईयर विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़कपुर से हूं तो जो डेमो में आपको दिखाने वाला हूं वह है RFID अटेंडेंस सिस्टम तो मूल रूप से हम RFDI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ही कम दूरी वाला कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो अटेंडेंस सिस्टम को बनाने में मदद करेगा RFID सिस्टम काफी सारी कंपनी में और ऑथराइजेशन अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल करती है और यह सब कई सारी इंस्टिट्यूट में भी इस्तेमाल करते हैं तो हार्डवेयर घटक जो शामिल हैं वह रास्पबेरी पाई है जो मॉडल 3B प्लस है और यहीं पर RFID RC522 स्कैनर है जो मूल रूप से RFID स्कैनर है तो यह सब RFID टैग है और 2 प्रकार के टैग होते हैं परंतु दोनों ही एक जैसे हैं इन सब के पास एक अलग ID होती है इसलिए जब भी हम स्कैनर को नज़दीकी स्थान पर रखेंगे डेटा उनकी अद्वितीय ID को पढ़ा जाएगा और तदनुसार हम जैसा चाहें उसी तरह से कोड लिखकर इसे संसाधित कर सकते हैं विद्यार्थियों को RFID दिया जाएगा और हर एक अलग ID विद्यार्थी के साथ जुड़ा हुआ होगा और इसके द्वारा वह अपने अटेंडेंस दे सकते हैं और यह डिवाइस उनके क्लास में होगा जब भी वह अपने ID को इस तरीके से लगाएंगे तब उनकी UIDs पढ़ी जाएगी और अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा तो हम 10 मिनट का टाइमर सेट करेंगे तो प्रोफेसर क्लास के बीच में या फिर जब शुरू होता है तब यह सिस्टम को शुरू कर देंगे और विद्यार्थी आराम से उनकी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं इसके बाद उनकी अटेंडेंस एक जगह पर डाटा बन कर स्टोर की जाएगी जो रास्पबेरी पाई में स्थापित होगी और प्रत्येक उपस्थिति को अलग से MQTT प्रोटोकॉल का उपयोग करके प्रोफेसर को सूचित किया जाएगा और जब भी सभी छात्रों ने अपने अटेंडेंस मार्क कर ली हो या फिर टाइमर जो सेट किया था वह खत्म हो गया हो तब सारे छात्राओं का लिस्ट प्रोफेसर तक पहुंच जाता है और साथ ही यह भी पता लग जाता है कि कौनसा विद्यार्थी उपस्थित था या अनुपस्थित था कोई प्रकार का डाटा एनालिटिक्स होता है जो प्रोफेसर को भेजा जाता है जिससे वह विद्यार्थियों के अटेंडेंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि वह कितने क्लास अटेंड करता है तो अब यह सिस्टम चल रहा है और मेरे पास कोड है अब जब मैं स्कैन कर रहा हूं तब मुझे एक मैसेज मिल रहा है और यह सारी IDs में होगा और अगर कोई बाहरी आदमी आकर अपनी ID दिखाए तो कोई प्रकार का मैसेज या कॉल नहीं आएगा और उसे अंदर नहीं आने देगा